पिछले पाठों में हमने गतिशील तंत्र के तत्वों को सीखा द्रव्यमान कठोरता और अवमंदन के बारे में सीखा हमने यह भी सीखा कि किसी गतिशील तंत्र की गति के समीकरण को कैसे तैयार किया जाता है तो अब हम गति के समीकरण को हल करेंगे और हम विभिन्न समय के अलग अलग भारों के तहत संरचनाओं की प्रतिक्रियाओं का पता लगाएंगे तो इस पाठ में हम मुक्त स्पंदन के बारे में बात करेंगे तो मुक्त कंपन क्या है इसे परिभाषित करने से पहले आइए हम एक कैंटीलीवर को मुक्त कंपन के तहत देखें तो यहाँ क्या हो रहा था कैंटिलीवर संतुलन में था और मैंने उसे परेशान किया इसलिए यह कंपन करना शुरू कर देता है और समय के साथ कंपन का आयाम कम हो जाता है और कैंटिलीवर अंततः अपनी संतुलन स्थिति में वापस चला जाता है इस प्रकार के कंपन को मुक्त कंपन कहा जाता है तो यह क्या है इसलिए मुक्त कंपन तब होता है जब संरचना अपनी स्थिर संतुलन स्थिति से परेशान होती है और जब कोई बाहरी गतिशील उत्तेजना मौजूद नहीं होती है तो यहां कंपन के दौरान कोई बाहरी बल मौजूद नहीं था प्रारंभिक गड़बड़ी देने के बाद संरचना अपने आप ही कंपन हुई तो मुक्त कंपन में संरचना अपने आप कंपन करने के लिए स्वतंत्र है यानी उस कंपन को बनाए रखने के लिए कोई बाहरी ताकत नहीं है इस प्रकार के कंपन को मुक्त कंपन कहा जाता है तो यह एक गतिशील प्रणाली की गति का समीकरण है जिसे हमने पिछले पाठों में सीखा है तो मुक्त कंपन के मामले में यह बल 0 है तो समीकरण mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx बराबर 0 होगा यह एक सजातीय अवकल समीकरण है तो यहाँ हम जानते हैं कि m संरचना के द्रव्यमान को इंगित करता है c अवमंदन गुणांक है और k संरचना की कठोरता है mẍ cẋ kx 0 तो अब यह संरचना कैसे कंपन कर रही है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है यह कैसे कंपन कर रहा है इसलिए जब संरचना शुरू में परेशान होती है तो हम वास्तव में इसे कुछ प्रारंभिक शर्तें देते हैं इसका मतलब है हम इसे प्रारंभिक विस्थापन या प्रारंभिक वेग या दोनों दे रहे हैं इसलिए जब हम यह प्रारंभिक विस्थापन या वेग दे रहे हैं तो संरचना को कुछ ऊर्जा मिल रही है इसका मतलब है जब हम एक प्रारंभिक विस्थापन दे रहे हैं हम वास्तव में उस संरचना को एक संभावित ऊर्जा या तनाव ऊर्जा दे रहे हैं और जब संरचना को एक प्रारंभिक वेग दिया जाता है जो गतिज ऊर्जा है तो हम जानते हैं कि कैसे गतिज ऊर्जा गणना करना है और वेग कैसे जुड़े हुए हैं यह आधा mv वर्ग की तरह है हम बाद में ऊर्जा गणनाओं पर आएंगे लेकिन इस बिंदु पर हमें यह समझना होगा कि जब भी हम संरचना को प्रारंभिक वेग ẋ या विस्थापन x दे रहे हैं जब हम किसी प्रणाली को परेशान करते हैं हम सिस्टम को कुछ ऊर्जा दे रहे हैं और संरचना कंपन करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग कर रही है तो वीडियो में हमने देखा कि कुछ देर बाद उसे रोकने की बारी आती है समय के साथ कंपन कम हो जाता है और फिर यह संतुलन की स्थिति में वापस आ रहा है क्योंकि इस कैंटिलीवर में डैम्पिंग की कुछ मात्रा मौजूद है तो यह उस ऊर्जा को नष्ट कर रहा है जो हमने इसे दिया है यही कारण है कि संरचना कंपन को रोक रही है यह डैम्पिंग की क्रिया है अब हम अवमंदित मुक्त स्पंदनों पर चर्चा करेंगे यहाँ हम मानते हैं कि सिस्टम में कोई अवमंदन मौजूद नहीं है तो सिस्टम में द्रव्यमान और कुछ कठोरता है यह मानना अवास्तविक है कि प्रणाली में कोई अवमंदन मौजूद नहीं है क्योंकि किसी भी वास्तविक प्रणाली में अवमंदन की कुछ मात्रा मौजूद होगी इसलिए यह धारणा तब मान्य होती है जब संरचना में अवमंदन बहुत नगण्य होता है और इस प्रकार के कंपन को सरल हार्मोनिक गति के रूप में भी जाना जाता है तो अब हम गति के समीकरण को देखते हैं तो यह एक मुक्त कंपन प्रणाली की गति का समीकरण है mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx बराबर 0 है 0 क्योंकि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो अब जब हम मानते हैं कि प्रणाली अन डैम्प है इसका मतलब है अवमंदन 0 है तो इस प्रकार की संरचनाओं के लिए गति का सही समीकरण mx डबल डॉट प्लस kx बराबर 0 होगा और यदि आप अपने अवकल समीकरणों को याद करते हैं तो यह स्थिर गुणांकों के साथ एक रैखिक दूसरा क्रम सजातीय अवकल समीकरण है सजातीय क्योंकि इस प्रणाली पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो अब हमें इस समीकरण को हल करने की जरूरत है इसलिए यदि हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हम प्रत्येक पल में x का मान ज्ञात कर सकते हैं जिसका उपयोग करके हम इस प्रणाली के वेग और त्वरण की गणना कर सकते हैं और हम मौजूद तत्व बलों की गणना भी कर सकते हैं mẍ kx 0 तो अगला महत्वपूर्ण कदम इस अवकल समीकरण को हल करना है तो अब देखते हैं कि इस अवकल समीकरण को कैसे हल किया गया है तो हमारे पास गति का हमारा समीकरण है यह एक दूसरा क्रम अवकल समीकरण रैखिक दूसरा क्रम अवकल समीकरण है यह सजातीय और हमारे पास स्थिर गुणांक हैं अतः इसे हल करने के लिए कलन सिद्धांत हमें बताता है कि हल का सामान्य रूप e से घात s t है इसलिए यदि यह एक्स्पोनेन्शल फलन इस समीकरण का एक हल है यदि हम इसे इसमें प्रतिस्थापित करते हैं तो इसे आइडेन्टिटी को संतुष्ट करना चाहिए तो चलिए ऐसा करते हैं तो हमारे पास mx डबल डॉट प्लस के kx बराबर 0 है एक्सपोनेंशियल फ़ंक्शन को प्रतिस्थापित करने के बाद यह बन जाता है हम इस विशेषता समीकरण का उपयोग कर सकते हैं हल कर सकते हैं और ई की घात st के वास्तविक मूल्यों को ढूंढ सकते हैं तो यह हमारा विशिष्ट समीकरण है इसलिए यदि हम इसे हल करते हैं तो हमें s के लिए 2 मान मिलेंगे 2 जटिल संयुग्मी मान s 1 और s 2 प्लस या माइनस i हैं k बटा m का वर्गमूल इसलिए इस स्तर पर मैं k बटा m के इस वर्गमूल को एक चर ओमेगा n से प्रतिस्थापित करूँगा हम इस पाठ में बाद में इस मूल्य के भौतिक महत्व पर चर्चा करेंगे लेकिन अभी हम केवल प्रतिस्थापन करेंगे तो हमारे पास s 1 के दो मान हैं इसका मतलब है e की घात s 1 t और e की घात s 2 t दोनों इन समीकरण के हल हैं mẍ cẋ kx 0 इसलिए e से घात s 1 t और e से घात s 2 t इस अवकल समीकरण के आधार हैं और हम इन दो फलनों का रैखिक संयोजन लेकर इस समीकरण का व्यापक हल तैयार कर सकते हैं जो कि सामान्य हल है फॉर्म x t का बराबर A1 i टू द पावर i ओमेगा nt प्लस A 2 e टू द पावर माइनस i ओमेगा nt है तो A 1 और A 2 स्थिरांक हैं जिनकी गणना हमारे अवकल समीकरण की प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके की जा सकती है अब हम इस समीकरण को यूलर के समीकरण का उपयोग करके साइन और कोसाइन कार्यों के संदर्भ में पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं तो यूलर का समीकरण e की घात i ओमेगा nt को cos ओमेगा n t धनात्मक i sin ओमेगा nt के रूप में लिखा जा सकता है इसी तरह ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा एनटी को कॉस ओमेगा एन टी माइनस आई sin ओमेगा एनटी के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए यदि आप इन दो समीकरणों को जोड़ते हैं और इसे 2 से विभाजित करते हैं तो हमें cos ओमेगा n t मिलेगा यदि हम इन दोनों को घटाते हैं और इसे 2 से विभाजित करते हैं तो हमें sin ओमेगा nt मिलेगा तो अगर हमारे पास ई ओमेगा एनटी और ई माइनस आई ओमेगा एनटी है यदि ये दो फलन हमारे अवकल समीकरणों के हल हैं तो इन हलों का कोई भी रैखिक संयोजन भी इस अवकल समीकरण का हल होना चाहिए तो यह sin और कोज्या कार्य अब जो ई i ओमेगा एन टी और ई माइनस आई ओमेगा एन टी का रैखिक संयोजन हैं तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि sin ओमेगा एन टी और कॉस ओमेगा एन टी भी हमारे अवकल समीकरण के समाधान हैं इसलिए हम साइन और कोसाइन कार्यों के संदर्भ में इसका सामान्य समाधान लिख सकते हैं हम इसे xt A कॉस ओमेगा एन टी प्लस B sin ओमेगा एन टी के बराबर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और ए और बी स्थिरांक हैं हम अपने प्रारंभिक स्थितियाँ का उपयोग करके इन स्थिरांक का मूल्यांकन कर सकते हैं तो चलिए ऐसा करते हैं इसलिए प्रारंभिक स्थिति के रूप में हम प्रारंभिक स्थितियों को जानते हैं इसलिए हम जानते हैं कि समय 0 पर x का मान क्या है इसलिए यदि हम इसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं और sin omega t 0 हो जाएगा और हम पाएंगे कि प्रारंभिक विस्थापन अचर A के बराबर है अब इसी तरह हम प्रारंभिक वेग का उपयोग करके स्थिर B का पता लगा सकते हैं तो इसे अवकल करें आपको यह मिलेगा और समय 0 पर वेग के मान को प्रतिस्थापित करें हमें प्रारंभिक वेग ओमेगा एन गुणा स्थिर बी के बराबर मिलेगा इसलिए अब हमने इस समीकरण को हल कर लिया है हम समाधान के सामान्य रूप को जानते हैं और हम स्थिरांक भी जानते हैं तो यह हमारी गति का समीकरण है और हमारी प्रारंभिक शर्तें हैं x ̇x इस अवकल समीकरण के समाधान को इस रूप में दर्शाया जा सकता है कि किसी भी समय t पर विस्थापन प्रारंभिक विस्थापन गुणा cos ओमेगा n t और यह स्थिरांक के बराबर है जो प्रारंभिक वेग बटा ओमेगा n से sin ओमेगा nt से गुणा किया जाता है और हम जानते हैं कि ओमेगा n k बटा m के वर्गमूल के बराबर है k संरचना की कठोरता है और m संरचना का द्रव्यमान है इसलिए इस समीकरण के सभी चर अब ज्ञात हैं इसलिए हम विस्थापन की रेखा चित्र बना सकते हैं तो एकल डिग्री प्रणाली की उस संरचना का विस्थापन इस तरह दिखता है जो भी मूल्य हमने प्रारंभिक स्थितियों के रूप में ग्रहण किए हैं वे यहां देखे गए हैं तो प्रारंभिक विस्थापन समय 0 पर विस्थापन वक्र का मान के बराबर है और प्रारंभिक वेग समय 0 पर इस वक्र का ढलान के बराबर है इसलिए यदि आप समय पर इस वक्र की स्पर्शरेखा को 0 के बराबर मानते हैं तो उस रेखा का ढलान आपको प्रारंभिक वेग देगा जो कि हमने जो कुछ भी मान लीया है उसके बराबर होना चाहिए इसलिए यदि हमने सिस्टम को केवल प्रारंभिक वेग दिया है तो हमारी प्रतिक्रिया इस प्रकार दिखाई देगी प्रारंभिक विस्थापन 0 होगा और यदि कोई प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है और केवल प्रारंभिक विस्थापन है तो वक्र की प्रकृति इस प्रकार होगी 0 पर ढाल 0 होगी तो यह सपाट होगा अब हम प्राकृतिक अवधि और आवृत्ति को देखेंगे यदि हम हल को देखें तो हम देख सकते हैं कि यह फलन x t एक आवर्ती फलन है इसका मतलब है कि कार्य कुछ समय के बाद खुद को दोहराता है जिसे अवधि कहा जाता है इसलिए यदि हम दो चोटियों के बीच की अवधि को माप सकते हैं तो हम इस गति की अवधि की गणना कर सकते हैं अब हम देखेंगे प्राकृतिक आवर्त और प्राकृतिक आवृत्ति का मान क्या होता है तो यह समाधान है इसलिए ये sin और cos के फलन हैं हम जानते हैं कि cosine और sine आवर्त फलन हैं तो कॉस ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा एन टी प्लस 2 पाई के बराबर है sin और कॉस कार्यों की अवधि 2 पाई है तो उनका मान 2 पाई के गुणकों के बाद देखा जाएगा तो फिर से साइन ओमेगा nt साइन ओमेगा nt प्लस 2 पाई के समान होगा यदि आप इसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि cos ओमेगा nt प्लस 2 पाई बाय ओमेगा n कॉस ओमेगा एन टी के बराबर होगा इसका मतलब है कि समय टी पर x टी का मूल्य भी x के मूल्य टी प्लस 2 पाई बटा ओमेगा एन के बराबर होगा तो 2 पाई बटा ओमेगा एन हमारे कंपन की प्राकृतिक अवधि है जो कि हमारे अनडैम्पड प्रणाली के लिए मुक्त कंपन में एक चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक समय है जिसे प्राकृतिक अवधि के रूप में जाना जाता है और मान 2 पाई बटा ओमेगा n के बराबर होगा और ओमेगा n k बटा m के वर्गमूल के बराबर होगा इसलिए चूंकि हम अवधि जानते हैं इसलिए हम आवृत्ति की गणना कर सकते हैं अर्थात प्रति सेकेण्ड में कंपन के कितने चक्र होते हैं इसलिए प्राकृतिक चक्रीय आवृत्ति की गणना प्राकृतिक अवधि के व्युत्क्रम के रूप में की जा सकती है इसलिए यह ओमेगा एन बटा 2 पाई के बराबर होगी तो इसे प्राकृतिक चक्रीय आवृत्ति कहा जाता है और हमारे पास एक और फ़्रीक्वेंसी है जिसे नैचुरल सर्कुलर फ़्रीक्वेंसी के रूप में जाना जाता है जो कि ओमेगा n के बराबर है यानी हम इसे पहले ही परिभाषित कर चुके हैं यह k बटा m के वर्गमूल के बराबर है यह इंगित करता है कि प्रत्येक सेकंड में कितने रेडियन कवर होते हैं तो ओमेगा एन सिस्टम की प्राकृतिक परिपत्र आवृत्ति है और यह प्राकृतिक अवधि और आवृत्तियां केवल संरचना के द्रव्यमान और कठोरता पर निर्भर करती हैं यह उन शुरुआती शर्तों पर निर्भर नहीं करता है जो हम सिस्टम को दे रहे हैं तो ये चीजें सिस्टम के लिए स्वाभाविक हैं और यहां प्राकृतिक शब्द यह इंगित करता है कि संरचना बिना किसी बाहरी बल के स्वतंत्र रूप से कंपन कर रही है तो इस प्राकृतिक आवृत्ति और अवधि की गणना मुक्त कंपन से की जाती है अब हम प्राकृतिक अवधि और प्राकृतिक आवृत्ति की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका देखेंगे जो स्थैतिक प्रतिक्रिया का उपयोग कर रहा है तो हमने देखा है कि प्राकृतिक अवधि और प्राकृतिक आवृत्ति वे केवल द्रव्यमान और संरचना की कठोरता पर निर्भर करते हैं तो हम स्थिर प्रतिक्रिया का उपयोग करके इन आवृत्तियों की आवृत्ति और अवधि की गणना भी कर सकते हैं हम यह कैसे करते हैं आइए बताते हैं इसलिए यदि हमारे पास एक संरचना है जैसे संरचना की एकल डिग्री जिसमें कुछ कठोरता और कुछ द्रव्यमान है तो हमें मिलीग्रामmg के बराबर बल के कारण उस संरचना के स्थिर विस्थापन δst की गणना करनी होगी इसका मतलब है द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण त्वरण से गुणा किया जाता है इसलिए हमें उस संरचना पर एक बल लगाना होगा जो कि द्रव्यमान गुणा g के बराबर है और इस बल के कारण इस स्थैतिक विक्षेपण को मापना है और इस स्थिर विक्षेपण का उपयोग करके हम प्राकृतिक अवधि और प्राकृतिक आवृत्ति की गणना कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि इस संरचना में कुछ कठोरता होगी इसलिए इस बल mg के कारण स्थैतिक विस्थापन mg बटा k के बराबर होगा जो स्थैतिक विक्षेपण होगा तो एक बार जब आप यह जान जाते हैं तो ओमेगा एन की गणना g बटा डेल्टा st के इस वर्गमूल की तरह की जा सकती है तो अगर ओमेगा एन यह है तो fn यानी चक्रीय आवृत्ति ओमेगा एन को 2 पाई से विभाजित किया जाएगा इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करके चक्रीय आवृत्ति की गणना कर सकते हैं और प्राकृतिक अवधि इसका व्युत्क्रम होगा तो आप प्राकृतिक अवधि की भी गणना कर सकते हैं तो इन सभी मात्राओं की गणना स्थिर प्रतिक्रिया से ही की जा सकती है तो अब अगर हमारे पास दो संरचनाएं हैं तो कठोर संरचना में उच्च प्राकृतिक आवृत्ति होगी तो मान लीजिए कि हमारे पास दो प्रणालियाँ हैं उनका द्रव्यमान समान है लेकिन एक में दूसरे की तुलना में अधिक कठोरता है तो कम कठोरता वाली संरचना की आवृत्ति कम होगी तो यह एक उच्च हर्ट्ज प्रतिक्रिया है जो कम आवृत्ति के अनुरूप होगी कम कठोरता संरचना और उच्च कठोरता वाली इस संरचना में उच्च प्राकृतिक आवृत्ति होगी तो इसी तरह भारी संरचना में कम प्राकृतिक आवृत्ति और बड़ी प्राकृतिक अवधि होगी इसलिए यदि हमारे पास फिर से दो संरचनाएं हैं यदि उनकी कठोरता समान है और एक दूसरे की तुलना में भारी है तो भारी अधिक लचीला होगा भारी प्राकृतिक आवृत्ति कम होगी तो यह कुछ प्रणालियों को समझने में मदद करेगा अब आइए हम अपने कंपन के आयाम को देखें तो आयाम से हमारा तात्पर्य इस कंपन के अधिकतम विस्थापन परिमाण से है अत इसमें हमारा कोई अवमंदन नहीं होता इसलिए समय के साथ इस कंपन में कोई क्षय नहीं होता तो हमारा आयाम पूरे समय स्थिर रहेगा इस मान को इस x शून्य को कंपन के आयाम के रूप में जाना जाता है और इसे हमारे स्थिरांक a और b का उपयोग करके इस तरह से परिकलित किया जा सकता है तो इस कंपन का आयाम x 0 वर्ग और x डॉट 0 बटा ओमेगा n वर्ग के वर्गमूल के बराबर होगा तो जैसा कि हम जानते हैं ये प्रारंभिक स्थितियां हैं और ओमेगा एन इस प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति है इसलिए यदि हम प्रारंभिक स्थितियों और प्राकृतिक आवृत्ति को जानते हैं तो आप इस कंपन के आयाम की गणना कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि निकाय में ऊर्जा किस प्रकार संतुलित होती है प्रारंभ में हमने चर्चा की है कि जब हम सिस्टम को प्रारंभिक गड़बड़ी दे रहे होते हैं तो हम वास्तव में इसे कुछ ऊर्जा दे रहे होते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग कंपन के दौरान किया जाता है तो अब हम इस ऊर्जा के विवरण पर गौर करते हैं हम सिस्टम में कुछ ऊर्जा डाल रहे हैं और दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं एक तनाव ऊर्जा है और दूसरी गतिज ऊर्जा है तो यह विकृति ऊर्जा प्रारंभिक विस्थापन के कारण है जो हम देते हैं तनाव ऊर्जा आधा k x 0 वर्ग के बराबर है जहाँ k संरचना की कठोरता है और x 0 जैसा कि आप जानते हैं प्रारंभिक विस्थापन है जो हमने दिया था और गतिज ऊर्जा की गणना आधा m वेग वर्ग के रूप में की जा सकती है यह प्रारंभिक वेग है जिसे हमने दिया है m संरचना का द्रव्यमान है इसलिए जब हम इसे परेशान करते हैं तो संरचना को इतनी अधिक ऊर्जा मिल रही है और वर्तमान में हम निर्मल मुक्त स्पंदनों को देख रहे हैं इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई अवमंदन मौजूद नहीं है तो अगर कोई अवमंदन नहीं है इसका मतलब है कोई ऊर्जा अपव्यय नहीं है इस इनपुट ऊर्जा को संरचना में विलुप्त होने का कोई तरीका नहीं है इसलिए किसी भी समय संरचना की कुल ऊर्जा हमारे द्वारा दी गई इनपुट ऊर्जा के बराबर होगी लेकिन प्रत्येक क्षण तनाव ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन होगा क्योंकि x t समय के साथ बदलेगा और x डॉट t वेग भी समय के साथ बदलेगा इसलिए तनाव ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्रत्येक पल में बदलती रहेंगी लेकिन उनका योग नहीं बदलेगा क्योंकि कोई अवमंदन नहीं है इसलिए उनका योग इनपुट ऊर्जा के बराबर होना चाहिए तो किसी भी समय तनाव ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच आदान प्रदान होगा आइए इसे विस्तार से देखें तो यह फ्री वाइब्रेशन में सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम की प्रतिक्रिया है जैसा कि हमने पहले देखा है कि 0 पर विस्थापन हमारे दिए गए प्रारंभिक विस्थापन के बराबर है और प्रारंभिक वेग समय 0 पर ढलान के बराबर है इसलिए प्रारंभिक इनपुट ऊर्जा इतनी ही है जो हमने देखी है तो अब जब इस प्रणाली का विस्थापन अधिकतम है इसका मतलब है तनाव ऊर्जा अधिकतम है क्योंकि यह एक्स 0 विस्थापन है इस स्थिति में अधिकतम है तो और उस समय गतिज ऊर्जा को क्या हो रहा है अतः इस चित्र से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस स्थान पर ढलान 0 होगी ढलान समतल होगी यह स्पर्शरेखा क्षैतिज होगी तो वेग 0 है यानी इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 है अब कुछ समय बाद जब इस बिंदु पर विस्थापन 0 है लेकिन गतिज ऊर्जा वेग अधिकतम होगा इस बिंदु पर क्योंकि यदि आप इस वक्र को देखें तो इस बिंदु पर अधिकतम ढलान सही तो गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान होगा लेकिन तनाव ऊर्जा इस बिंदु पर 0 होगी दोबारा जब यह यहां चलता है तो हमारे पास अधिकतम तनाव ऊर्जा और 0 गतिशील ऊर्जा होती है सिस्टम के बीच कहीं भी तनाव ऊर्जा और गतिशील ऊर्जा दोनों होती है लेकिन प्रत्येक पल में उनके मान बदल जाएंगे लेकिन गतिज और तनाव ऊर्जा का योग प्रत्येक तत्काल दी गई इनपुट ऊर्जा के बराबर होगा तो फिर से जब यह यहाँ वापस आता है तो हमारे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा और 0 तनाव ऊर्जा होती है क्योंकि विस्थापन 0 होता है यहाँ फिर से चूंकि वेग 0 है गतिज ऊर्जा 0 होगी लेकिन तनाव ऊर्जा अधिकतम होगी इसलिए पूरे कंपन के दौरान तनाव ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच आदान प्रदान होगा और चूंकि यह एक अबाधित संरचना है इसलिए यह प्रतिक्रिया कभी क्षय नहीं होगी एक बार सिस्टम को शुरुआती गड़बड़ी दिए जाने के बाद सिस्टम हमेशा के लिए कंपन करता रहेगा इसलिए जैसा कि हमने पहले चर्चा की है यह एक अवास्तविक धारणा है और यह धारणा उन संरचनाओं के लिए मान्य है जहां अवमंदन नगण्य है अब तक हमने अबाधित मुक्त स्पंदनों के बारे में सीखा है तो अगले पाठ में हम अवमंदित मुक्त स्पंदन सीखेंगे